पिछले सत्र में हमने बिल्डिंग एनवेलप्स के थर्मल परफॉर्मेंस को देखा वह खंड एक था जहां हमने गर्मी स्थानांतरण के विभिन्न तरीकों के साथ शुरुआत की थी और उसके कुछ सिद्धांतों और आधारभूत बातों को देखा था फिर मैं आपको बिल्डिंग अनुप्रयोगों के उदाहरण दिखा रहा था इस विशेष मॉड्यूल में हम उन सूचकांकों और मापों को देखेंगे जो हम मुख्य रूप से बिल्डिंग एनवेलप्स के थर्मल परफॉर्मेंस का आकलन करने के लिए उपयोग करते हैं हम विशिष्ट प्रकार के इन्सुलेशन को देखेंगे और देखेंगे कि उनके प्रदर्शन का आकलन कैसे करते हैं हम मुख्य रूप से भारतीय मानकों और संहिता पर ध्यान केंद्रित करेंगे और देखेंगे कि हम अपने राष्ट्रीय भवन संहिता का उपयोग करके इसका आकलन कैसे करते हैं मैं आपको कुछ प्रयुक्त उदाहरण भी दिखाऊंगा तो एक त्वरित पुनरावृत्ति प्राप्त करने के लिए हम 3 प्रकार के इन्सुलेशन को देखते हैं सबसे पहले रेसिस्टिव इन्सुलेशन था इसके लिए जो सामान्य सूचकांक हम उपयोग करते हैं वह U मूल्य या थर्मल ट्रांसमिटेंस है फिर निश्चित रूप से R मूल्य है फिर हमारे पास दूसरे प्रकार का इन्सुलेशन है रिफ्लेक्टिव इन्सुलेशन है और तीसरा प्रकार कैपेसिटिव इन्सुलेशन है जो किसी विशेष बिल्डिंग एन्वेलप की थर्मल क्षमता के साथ जाता है तो हमने इस तस्वीर को देखा था हम एक विशेष दीवार के माध्यम से ऊष्मा लाभ और हानि की तीव्रता और पैटर्न के बारे में बात कर रहे थे तो यह एक दीवार का अनुप्रस्थ काट है इस दीवार का थर्मल ट्रांसमिटेंस ज्यादा है या इस दीवार में ऊष्मा संचालन ज्यादा है यह एक कम थर्मल ट्रांसमिटेंस या शायद रोधित है अधिक बारीकी से कहें तो यह एक रोधित दीवार है तो यहाँ हमने देखा कि दिन के समय गर्मी का लाभ किस दर पर होता है यह 48 घंटे या 2 दिन का चक्र है जहां गर्मी का लाभ होता है और फिर यह कैसे अंदर प्रसारित होता और फिर यह किस तरह से अवशोषित होने के बाद बाहर की तरफ पुन प्रसारित होता है तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें जिनपर हमें थर्मल परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करने के लिए आगे ध्यान देने की आवश्यकता है यह कंडक्टिव हीट फ्लो है मैंने आपको 2 अन्य छवियां दिखाईं थी आप जानते हैं कि वे कन्वेकटिव और रेडिएटिव गर्मी प्रवाह के अनुरूप है यह विशेष चीज़ जहां 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं एक परिमाण है जहां पट्टियाँ परिमाण को दर्शाती है अगली महत्वपूर्ण चीज है समय जो दीवार को अंदर ऊष्मा भेजने में लगता है तो परिवेश के पीक या पीक गर्मी लाभ और भीतरी पीक की तुलना या भीतर में गर्मी का किस हद तक लाभ होता है यह एक दीवार के अनुभाग से दूसरे अनुभाग में भिन्न होता है यह अभिविन्यास के आधार पर भी बदलता है यह भौतिक विशेषताओं के आधार पर भी बदलता है और यह परिवेश के साथ साथ भीतरी स्थितियों के आधार पर भी बदलता है वर्तमान मॉड्यूल में इन चीजों के बारे में विस्तार से देखेंगे तो हम थर्मल परफॉर्मेंस की प्रभावशीलता का आकलन कैसे करते हैं तो एक डिजाइनर के रूप में हमें सही पदार्थ चुनने की आवश्यकता है हमें दीवार प्रणाली चुनने की आवश्यकता है और हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ये पदार्थ और प्रणालियां अच्छे से काम कर रही है साधारण तरीका जो लोग उपयोग करते हैं वों कुछ संकेतक या संख्याएं हैं तो आप एक उत्पाद खरीदने जा रहे हैं आप थर्मल इन्सुलेशन पदार्थ या एक दीवार प्रणाली या एक खिड़की का हिस्सा खरीदने जा रहे हैं आप जानते हैं कि कंपनी आपको एक पुस्तिका एक तकनीकी डाटा शीट दिखाएगी जिसमें बहुत सारी संख्याएँ हैं हम कैसे समझे कि कौन सी संख्या आवश्यक है कौन सी कम आवश्यक है कौन सी पर हमें ध्यान देना है और कौन सी अधिक प्रतिनिधिक या सांकेतिक है तो हम इस बारे में थोड़ी और समझ प्राप्त और विकसित करेंगे तो एक बिल्डिंग एन्वेलप की थर्मल एफिशिएंसी को 3 स्तरों पर देखा जा सकता है पहला एलिमेंट स्तर है दूसरा कंपोनेंट स्तर है और तीसरा असेंबली स्तर है तो जब मैं एलिमेंट स्तर कहता हूं यह मूल रूप से सूक्ष्म संरचना से शुरू होता है तो यह पदार्थ के निहित गुण की तरह होता है कंपोनेंट स्तर पर उदाहरण के लिए ईंट या ईंट की दीवार या किसी विशेष खंड या रोधित प्रणाली के लिए वातित कॉंक्रीट खंड की थर्मल एफिशिएंसी का प्रदर्शन कैसा है फिर तीसरा स्तर असेंबली स्तर है तो जब मेरे पास पूरी दीवार होती है तो मैं थर्मल एफिशिएंसी को देखा सकता हूं जो गुण और अवगुण हैं उन्हें आज हम और अधिक करीब से देखेंगे इसके अलावा दो अन्य चीजें हैं पहली पूरे भवन की हाइग्रो थर्मल एफिशिएंसी है जब मैं हाइग्रो थर्मल कहता हूं इसमें तापीय होने के साथ साथ आद्रता भी है ये दोनों एक दूसरे से बहुत निकटतम रूप से संबंधित हैं जब मैं नमी कहता हूं तब क्या होता है जब दीवार प्रणाली या कोई पदार्थ गीला हो जाता है आपको पता है कि पदार्थ के भीतर मौजूद छिद्र पानी को सोख लेते हैं और वह अपने नियमित घनत्व से थोड़ा अधिक घना हो जाता हैं कहते हैं कि सूखे पदार्थ की तुलना में पानी में भीगे हुए पदार्थ का घनत्व थोड़ा अधिक होता है फिर उस विशेष माध्यम से होने वाले ताप के स्थानांतरण का प्रकार काफी बदल जाता है इसके अलावा यद्यपि हम भारत के अधिकांश भाग में नमी से संबंधित चीजों या समस्याओं के बारे में अधिक विस्तार से नहीं देखते है यह उन स्थानों पर एक विशिष्ट महत्व रखता है जहां अधिक नमी होती है और साथ ही साथ ठंडे जलवायु क्षेत्र में उदाहरण के लिए ध्रुवीय क्षेत्र के करीब के अधिकांश देश बहुत सारे यूरोपीयन देश अमेरिका के कनाडाई उत्तरी हिस्सों में नमी एक बड़ी समस्या हैं वे अधिक गंभीर रूप से दीवार खंडों में नमी की आवाजाही या हाइग्रिक चाल को देखते हैं यह खुद थर्मल जितना ही महत्वपूर्ण है 2 कारणों से एक तो पदार्थ का प्रकार है जो वे स्वयं उपयोग करते हैं वहां बहुत सारे लकड़ियों के निर्माण या कम भार वाले हल्के निर्माण होते हैं और दूसरे नंबर पर बाहर की बर्फ है यह बाहर जम जाति है इसलिए आंतरिक क्षेत्र स्थान गर्म किए जाते हैं तो वहाँ इस प्रकार का नमी का स्थानांतरण बहुत महत्वपूर्ण है एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इमारत के घेरे की वायुरोधकता यह पूरी तरह से बंद और वातानुकूलित इमारतों पर लागू होता है बहुत से लोगों ने इसे प्रस्तुत किया है यदि आप ऑनलाइन खोज या ऑनलाइन सर्फ करते हैं तो आपको थर्मल इमेजिंग पर छवियां मिलेंगी यदि आप इसे करीब से देखेंगे अनुचित तरीके से सील की गई खिड़कियों और दीवार जंक्शनों के माध्यम से बहुत अधिक गर्मी का नुकसान होता है जब जोड़ और सील ठीक नहीं होते है तो बाहर बहुत अधिक हवा की आवाजाही होती है दूसरी ओर अंदर के ऊष्मा लाभ से काफी हद तक दोनों ऊष्मन और शीतलन भार बढ़ते है जहां तक इस मॉड्यूल का संबंध है हम प्राथमिक रूप से 3 स्तरों पर थर्मल एफिशिएंसी पर ध्यान केंद्रित करेंगे पहले जब मैंने एलिमेंट या कंपोनेंट स्तर की बात की थी यह एक फ्रेम का अनुप्रस्थ काट है हमने फ्रेम का एक थर्मल विश्लेषण किया कैसे गर्मी एक फ्रेम के माध्यम से चलती है यह एक ट्रैन्सम या मल्यन हो सकता है इस मामले में यह एक ट्रैन्सम है यह ग्लास है यह फ्रेम की कुल सतह है यह एक छोर से दूसरे छोर तक गर्मी स्थानांतरण का तरीका है यह गर्म हो जाता है और अंत में हीट बिल्ड अप होने के बाद यह दूसरी तरफ चली जाती है यह एक दीवार की सतह हो सकती है जहां आप 12 या 3 आयामी गर्मी स्थानांतरण का आकलन कर सकते हैं मुख्य रूप से हम एलिमेंटल प्रदर्शन के संदर्भ में 1 और 2 आयामी गर्मी स्थानांतरण के बारे में बात करेंगे कैसे एक सतह गर्म होती है और अंततः यह गर्मी कुछ समय में दूसरी तरफ बह जाती है एलिमेंट स्तर का अधिकांश प्रदर्शन स्थिर स्तर के कारकों का सामना करता हैं अगला कंपोनेंट स्तर प्रदर्शन है क्या होता है जब आपके पास एक ग्लेज़िंग असेंबली होती है अगली बात यह है कि जब आपके पास 2 कांच एक साथ रखे हुए हो या पूरी मोटाई कहे कि एक कांच की परत है फिर हवा की परत है और फिर कांच का अगला स्तर है तो इसका प्रदर्शन कैसा होता है हम इसे कंपोनेंट के रूप में देखेंगे तो एलिमेंट स्तर के गुण मुख्य रूप से एक तरफ से दूसरी तरफ बहने वाली गर्मी के थर्मल प्रतिरोध के बारे में अवधारणा देते हैं सरल उदाहरण सामान्य उदाहरण थर्मल कंडक्टिविटी है यह एक पदार्थ की विशेषता है यह आपको इस बात का संकेत देता है कि पदार्थ गर्मी के प्रवाह के लिए प्रतिरोधी है या नहीं अगला कंपोनेंट स्तर की विशेषता है यह कंपोनेंट की थर्मल परफॉर्मेंस की और सटीक अवधारणा देता है थर्मल ट्रांसमिटेंस इसका उदाहरण हो सकता है जब मैं कहता हूं थर्मल ट्रांसमिटेंस या थर्मल कंडक्टेंस प्रतिरोध या रेजिस्टेंस हम इस पदार्थ की मोटाई के बारे में बात करते हैं 230 मिमी ईंट की दीवार का थर्मल ट्रांसमिटेंस या एक 200 मिमी मोटी ठोस कंक्रीट की दीवार का थर्मल ट्रांसमिटेंस कहते हैं तो इस प्रकार की चीजें आपको गर्मी के प्रवाह के बारे में एलिमेंट स्तर के प्रदर्शन की तुलना में थोड़ा बेहतर अनुमान देंगी अगला असेंबली स्तर की विशेषताएं हैं उदाहरण के लिए आपके पास एक खिड़की फ्रेम और दीवार की असेंबली है इस दीवार प्रणाली का समग्र प्रदर्शन का क्या होता है इस भाग में यह अधिक महत्वपूर्ण है और यह आपको 3 प्रकार के गर्मी स्थानांतरण के बारे में बहुत स्पष्ट तस्वीर देता है यह आपको पूरे सिस्टम के प्रतिरोधक गुणों के बारे में बताता है यह आपको पूरी असेंबली के परावर्तक गुणों के बारे में बताता है और फिर यह आपको पूरी असेंबली की कैपेसिटिव या गर्मी संग्रहण क्षमता के बारे में बताता है पूरी दीवार का थर्मल ट्रांसमिटेंस इसका उदाहरण हो सकता है मैं दो नए शब्द पेश कर रहा हूं टाइम लैग और डिक्रिमेंट फैक्टर हम इन दो शब्दों को अधिक विस्तार से देखेंगे लेकिन स्पष्ट समझ के लिए हमें असेंबली स्तर की गुणवत्ता को बारीकी से समझना चाहिए लेकिन वास्तव में हमें जो मिलता है मुख्य रूप से हमें कंपोनेंट स्तर के गुणों के साथ साथ एलिमेंट स्तर के गुणों के बारे में जानकारी मिलती है एलिमेंट स्तर की विशेषताओं का परीक्षण आसान है उनके स्थिर परीक्षण प्रयोगशाला में किए जाते हैं आप जानते हैं कि लोग थर्मल कंडक्टिविटी का परीक्षण हॉटप्लेट उपकरण से करते हैं इसके बारे में मैं बात कर रहा था आपके पास गर्म और ठंडी परत है जिस पर आप गर्मी का प्रवाह करवाते हैं और पता लगाते हैं कि पदार्थ कितना रोधक या प्रतिरोधक है यह परीक्षण आमतौर पर किए जाते है आप किसी भी पदार्थ को खरीद लीजिए थर्मल कंडक्टिविटी का मान स्वाभाविक रूप से दिया जाता हैं अगली विशेषता जो सामान्य रूप से क्षेत्र में अधिक उपलब्ध है यह कंपोनेंट स्तर की विशेषता है लोग इसका अनुमान लगा सकते हैं या इसकी गणना कर सकते हैं इसमें 1 2 या 3 आयामी गर्मी स्थानांतरण शामिल हैं कुछ मापा जाता है लेकिन अधिकांश इसकी गणना की जाती है उदाहरण के लिए एक विशेष विक्रेता आपको एक रोधित दीवार प्रणाली की कंपोनेंट स्तर की योग्यता दे सकता है वह कहेगा कि मेरी दीवार प्रणाली में 100 मिमी मोटा ब्लॉक है और 50 मिमी मोटी इन्सुलेशन या 100 मिमी मोटी इन्सुलेशन है समग्र कंपोनेंट स्तर का यू मूल्य या थर्मल ट्रांसमिटेंस इतना और इतना है तो इस विशेष गुण को मापा गया होगा या उसने एक एक गुण का माप करके इसकी गणना की होगी तो कंपोनेंट स्तर के गुण आजकल उपलब्ध हैं कम से कम बिल्डिंग एनवेलप में उपयोग किए जाने वाले अधिकांश उत्पादों के लिए लेकिन पूरे असेंबली स्तर के गुण कम उपलब्ध हैं जिनकी लगभग गणना की जाती है और जब आप उनकी गणना करना शुरू करते हैं उनके मूल्यों में बहुत अधिक अनिश्चितता होती है हम देखेंगे कि वे क्यों हो रहे हैं और वास्तव में क्या अंतर हैं इससे पहले नेशनल बिल्डिंग संहिता को देखते हैं एनबीसी ने इनमें से कुछ चीजों को विस्तार से बताया है इसमें यू वैल्यू या थर्मल ट्रांसमिटेंस के लिए सुझाव दिए हुए हैं यह आपके जलवायु क्षेत्र के हिसाब से यू मूल्य बताता है किस अधिकतम यू मूल्य तक आप जा सकते हैं आपकी दीवार या आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली किसी भी प्रणाली में यू मूल्य का मान एनबीसी द्वारा निर्धारित मान से कम होना चाहिए अगली महत्वपूर्ण चीज जिसके बारे में यह बात करता है थर्मल डैंपिंग है हम इसे परिभाषित करेंगे और कुछ उदाहरणों को अधिक बारीकी से देखेंगे थर्मल डैंपिंग बाहर और अंदर के तापमान पर निर्भर करता है अगला गुण थर्मल परफारमेंस इंडेक्स है टी पी आई यह टीएस या सतह के तापमान पर आधारित है दीवारों के अंदर के सतह के तापमान को ध्यान में रखा जाता है जब थर्मल परफॉर्मेंस सूचकांक की गणना की जाती है अगला थर्मल टाइम कांस्टेंट है टी टी सी यह भी पदार्थ का गुण है जिसके बारे में हम अधिक विस्तार से देखेंगे फिर आखिरी है बिल्डिंग इंडेक्स यह सारी बिल्डिंग की दीवारों के माध्यम से एक समग्र ऊष्मा लाभ है जो भी दीवार खिड़की फेनेस्ट्रेशन अनावृत है आप सभी में से ऊष्मा लाभ की गणना करते हैं और उन सब को जोड़कर बिल्डिंग इंडेक्स प्राप्त करते हैं तो हम कैपेसिटिव इंसुलेशन पर एक नज़र डालेंगे हमने पहले रेजिस्टिव इन्सुलेशन और रिफ्लेक्टिव इन्सुलेशन को देखा था इन सूचकांकों को समझने से पहले आइए हम करीब से देखते हैं कि कैपेसिटिव इंसुलेशन के साथ क्या होता है जैसा कि मैंने कहा था कि हम पारंपरिक रूप से इस तरह के इंसुलेशन का इस्तेमाल करते रहे हैं आमतौर पर हमारी अधिकांश पुरानी इमारतों में विशेष रूप से महल बड़े आवासीय स्थान में यहां तक कि उनमें अडोबी दीवारें मोटी ग्रेनाइट स्लैब थी उनमें उच्च तापीय क्षमता थी थर्मल कैपेसिटी किस बारे में है यह उस पदार्थ को संदर्भित करता है जो कुछ निश्चित अवधि के लिए थर्मल ऊर्जा को संग्रहित कर सकता है और फिर इसे वापस बाहर निकाल सकता है तो इसका नतीजा क्या होता है यह बहुत अधिक दिन की ऊष्मा को अवशोषित कर सकता है यह तापमान के साथ साथ सौर विकिरण के कारण भी हो सकता है यह अवशोषित करता है और फिर इसे रात के समय में बाहर प्रसारित करने के बजाए अंदर ही परिवेश में पुन प्रसारित कर देता है यह पदार्थ के घनत्व विशिष्ट ऊष्मा क्षमता के साथ साथ पूरी प्रणाली की मोटाई के आधार पर निर्भर है परिणामस्वरूप यह दिन के समय के शीतलन भार को कम करता है और साथ ही यह रात के समय के ऊष्मन भार को कम करता है तो यहां एक बात हमें समझनी होगी कल्पना कीजिए कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें गर्म और शुष्क मौसम होता है परिवेश का तापमान उच्चतम 45 या 46 डिग्री और रात के समय 25 डिग्री तक गिर जाता है थर्मल क्षमता के प्रभाव के रूप में एक बात हमें समझनी चाहिए यह बाहरी तापमान है जैसा कि मैंने कहा था और यह भीतरी तापमान है तो थर्मल ऊर्जा की यह मात्रा अवमन्द हो जाती है यह अवशोषित हो जाती है और अंदर का तापमान यहां उतार चढ़ाव करता है तो आपने 45 डिग्री से 24 डिग्री तक ठंडा करने के बजाय शीतलन ऊर्जा की इस मात्रा की बचत की है प्रभावी रूप से आप इसे केवल इस विशेष तापमान से ठंडा कर रहे हैं यह लगभग 30 डिग्री या 32 डिग्री हो सकता है फिर इसका दूसरा पहलू क्या होता है जब परिवेश का तापमान काफी नीचे गिरता है अंदर का तापमान लगभग गर्म रहता है तो अंदर के तापमान में उतार चढ़ाव बहुत कम होता है हमेशा हम टाइम लैग को देखते हैं जो कैपेसिटीव इन्सुलेशन के आधार पर प्रमुख मापदंड हैं जिसका मतलब है कि बाहरी अधिकतम की तुलना में भीतरी अधिकतम होने में कितना समय लगता है तो यदि यह बाहरी अधिकतम है और यह भीतरी अधिकतम है उदाहरण के लिए यह दोपहर में 2 बजे होता है यह एक विशेष सतह पर अधिकतम परिवेश का तापमान है याद रखें यह सोल एयर तापमान है जो एक संगठित मूल्य है हवा के तापमान सहित इसमें दीवार की सतह का अवशोषण शामिल है और इसमें सौर विकिरण शामिल है यह एक सोल एयर तापमान अधिकतम है और यह अंदर की दीवार की सतह का तापमान है तो बाहरी सतह का तापमान बनाम अंदर की सतह का तापमान लगभग डेढ़ से दो घंटे कहते हैं और जैसे थर्मल कैपेसिटी बढ़ती है कहते हैं मोटी कच्ची ईंट की दीवार यह थर्मल लैग के संदर्भ में 4 से 5 घंटे तक जा सकता है ऐसी दीवार प्रणालियां भी होती हैं जिनका थर्मल लैग इससे भी ज्यादा होता है लेकिन इसका दूसरा पहलू हमें नहीं भूलना चाहिए कि यह प्रभाव रात में भी होगा कुछ मामलों में इसके फायदे हो सकते हैं कुछ मामलों में नुकसान हो सकते है जैसा कि मैंने कहा था कल्पना कीजिए कि यह 45 डिग्री है और यह 35 डिग्री तक नीचे आ रहा है 45 तक बढ़ने के बजाय दिन के अधिकतम में 10 डिग्री की गिरावट है तो यह अब 35 डिग्री है न्यूनतम तापमान कहिए 25 डिग्री तक गिर जाता है तो दैनिक भिन्नता कहीं 20 डिग्री के आसपास है यहां अंदर का तापमानकहिए 30 डिग्री तक गिर जाता है तो क्या होता है जब आपका कंफर्ट या पसंदीदा तापमान पिछले सत्र में हमने थर्मल कंफर्ट को देखा था हमारे आराम और पसंद का तापमान कहीं 26 29 डिग्री के बीच रहता है जो मौसम उम्र लिंग आदि पर निर्भर करता है तो कल्पना कीजिए कि यह लगभग 26 28 डिग्री है दिन के समय आप बच जाते हैं यह 35 डिग्री के करीब हो रहा है आप इसमें हवा की गति से और सुधार सकते हैं या आप निष्क्रिय या सक्रिय शीतलन भी कर सकते है तो यहां पर आप ऊर्जा की बचत कर रहे हैं और आरामदायक महसूस कर रहे हैं लेकिन रात के समय में यह ऊष्माका का अपव्यय नहीं कर रहा है यह अभी भी ऊष्मा की अधिक मात्रा को रोक के रख रहा है इसलिए तापमान अधिक होता है इस विशेष जगह पर पारंपरिक रूप से लोगों ने क्या किया कि वे इसे रात के वायु संचालन के साथ जोड़ रहे थे तो वे खिड़कियां खोल देते थे वे घरों को हवादार करते थे ताकि अंदर का तापमान परिवेश के तापमान के करीब हो सके तो इस मामले में रात के समय का प्रदर्शन इस तरह चक्रीय नहीं होगा लेकिन यह परिवेश के तापमान के करीब पहुंच जाएगा इसलिए मुख्य रूप से जब आपको कैपेसिटिव इंसुलेशन के बारे में सीखना होता है तो पहली चीज जो हम देखते हैं वह है टाइम लैग और दूसरी महत्वपूर्ण बात है आयाम में अवमन्दन जैसा कि मैंने टाइम लैग के बारे में कहा था यह न्यूनतम से अधिकतम तक परिवेश के तापमान में बदलाव है और अंदर समय के अंतर के साथ साथ आयाम का अवमन्दन है यह टाइम लैग और आयाम के अवमन्दन के संदर्भ में दर्ज किया गया है तो हमारे पास बहुत से पारंपरिक उदाहरण हैं मैंने इन मिस्र के संग्रहण क्षेत्रों को उदाहरण के लिए रखा है लेकिन हमें मिस्र तक दूर जाने की जरूरत नहीं है हमारे पास बहुत से स्वदेशी उदाहरण है जैसे गरीब आदमी के मिट्टी के घर से लेकर महलनुमा स्थान जहां थर्मल मास या कैपेसिटिव इंसुलेशन प्रभावी रूप से नियोजित किए गए हैं कुछ माप जो हमने लिए थे दो प्रकार की दीवार प्रणालियां हैं हम इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि वे कौनसी दीवार प्रणाली हैं लेकिन आमतौर पर ग्रे रेखा एक दीवार प्रणाली को संबोधित कर रही है और लाल एक दूसरी दीवार प्रणाली को संबोधित कर रही है पिछली बार के जैसे दो दिनों के लिए फिर से रिकॉर्ड करते हैं यह 0 से 3 दिन तक जाता है यह पहला दिन यह दूसरा दिन और यहां तीसरा दिन है हम दूसरे दिन के डेटा को बारीकी से देखेंगे तो क्या होता है यह गहरी मोटी रेखा बाहरी सतहों के तापमानको संबोधित करती है यह उच्चतम 47 डिग्री तक जाती है और यह अंदर की सतहों का तापमान है जो कि 43 डिग्री तक जाता है और ये परीक्षण के माप हैं इसलिए हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि वास्तव में वे किस तीव्रता के हैं यह ऊपर जा सकता है या इससे कम हो सकता है इस मामले में यह 47 डिग्री तक चला गया है और अंदर का तापमान 43 है तो हमें 35 डिग्री का अंतर दिख रहा है यह एक पतली दीवार प्रणाली की तरह है फिर दोबारा हम 110 मिमी की पतली ईंट की दीवार प्रणाली लेते हैं इस मामले में क्षमा करें यह 230 मिमी मोटी थोड़ा मोटा खंड है जहां परिवेश के तापमान का अधिकतम या बाहरी सतह का सोल एयर तापमान 49 डिग्री तक चला गया और अंदर का आयाम 41 या 41 डिग्री के करीब था तो अधिकतम तापमान में लगभग 8 डिग्री की कमी थी यह एक चरम तापमान है इसके अलावा हमें क्या जानना चाहिए इसके दूसरी तरफ हम एक समान अंतर देखते हैं तो यह रात्रि वायु संचालित था इसलिए परिवेश का तापमान 35 डिग्री 345 डिग्री के करीब चला जाता है लेकिन अंदर का तापमान भी करीब 355 के आसपास हो जाता है लेकिन इस मामले में परिवेश का तापमान या सतह का तापमान 34 डिग्री तक गिर जाता है जबकि अंदर की सतहों का तापमान 36 होता है 2 डिग्री तापमान का अंतर होता है तो आयाम में कमी आई है यदि आप टाइम लैग गणना लेते हैं या पहले आयाम में कमी की गणना लेते हैं तो दिन में क्या होता है और रात के समय में क्या होता है इसके बीच काफी अंतर है एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ समय का अंतर है इसलिए यदि आप देखते हैं कि क्या बदलाव है यह फेज़ बदलाव है यह एक अधिकतम शिखर तापमान है जो लगभग 165 या 17 घंटे के आसपास होता है फिर अंदर के शिखर को होने के लिए मैं इस ग्रे रेखा के बारे में बात कर रहा हूं यह बाहरी सतह के शिखर पर होने के 2 घंटे बाद होता है दूसरी तरफ यहां 3 घंटे से अधिक समय है इसी तरह रात के समय में भी होता है तो हमें क्या समझने की जरूरत है यह पहली दीवार प्रणाली तेजी से गर्म होती है जो असल में अच्छा नहीं है हमें कुछ करना होगा लेकिन कुछ करने की प्रक्रिया में जैसे आप मोटाई बढ़ाना चाहते हैं आप पदार्थ को बदलना चाहते हैं इसे इंसुलेट करना चाहते हैं इस प्रक्रिया में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ऊष्मा का नुकसान या अपव्यय भी बढ़ जाता है कल्पना कीजिए कि यह एक लिविंग रूम या ऑफिस स्पेस है जो सुबह 9 बजे से 6 बजे उपयोग में रहती है वातानुकूलर चल रहा है तो इस मामले में इंसुलेट करना या मोटाई बढ़ाना या पदार्थ में कुछ परिवर्तन करना फायदेमंद हो सकता है जबकि मुख्य रूप से आवासीय भवनों के लिए जहां आप सोने के लिए कमरे में जाते हैं कहिए 9 बजे के आसपास आप एयर कंडीशनर चालू करते हैं आप 10 बजे बिस्तर पर जाते हैं फिर यदि आपके पास अभी भी लंबा टाइम लैग है तो आप जानते हैं ऊष्मा का अपव्यय बहुत तेजी से नहीं हो रहा है अगर आप मोटाई बढ़ाते हैं या इंसुलेट करते हैं तो यह ऊपर जाएगा 2 के बजाय यह 3 या 5 हो सकता है तो इस मामले में दीवार अभी भी बहुत ऊष्मा रोक रही है और उसे अंदर की तरफ प्रसारित कर रही है इस अर्थ में यह अन्य दीवार प्रणाली की तुलना में अधिक ऊर्जा का उपभोग करेगी यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात जो हमें समझने की आवश्यकता है हमें हमेशा टाइम लैग और डिक्रिमेंट फैक्टर को एक दूसरे के संबंध में अधिक बारीकी से देखना चाहिए यह स्वतंत्र नहीं है यहां फेज़ बदलाव के साथ साथ आयाम बदलाव भी महत्वपूर्ण है यह सिर्फ स्वयं दीवार प्रणाली का कारक नहीं है यहाँ यह इन्सुलेशन के प्रकार और कहां आप इंसुलेशन देते हैं के आधार पर बदलता हैं यदि आपके पास आंतरिक इन्सुलेशन है तो टाइम लैग और डिक्रिमेंट फैक्टर काफी बदलते है यदि आपके पास एक बाहरी इन्सुलेशन है तो भी ये काफी बदलते हैं अब हम इस समय के लिए ग्रे रेखाओं को हटा देते हैं आपको फिर से बता देता हूं कि ग्रे रेखा बिना इंसुलेट की हुई दीवार प्रणाली है आप यहां जो देख रहे हैं यह रेखा बाहर से इंसुलेटेड दीवार की है बाहरी तापमान बनाम भीतरी तापमान नारंगी रंग की रेखा अंदर से इंसुलेटेड दीवार की रेखा है यह बाहरी और भीतरी सतह का तापमान फर्क है तो हम यहां करीब से क्या देखते हैं कि जब दीवार में बाहरी इन्सुलेशन होता है तो बाहर का सोल एयर तापमान बहुत ज्यादा होता है लेकिन अंदर की सतह का तापमान कम हो जाता हैं यह लगभग सपाट हो जाता है जबकि आंतरिक इन्सुलेशन के मामले में सोल एयर तापमान थोड़ा कम होता है और आंतरिक तापमान में थोड़ा ज्यादा उतार चढ़ाव होता है इस ग्राफ और पिछले वाले ग्राफ में एक महत्वपूर्ण बात हमें वेंटीलेशन के प्रभाव को नहीं भूलना चाहिए आपकी खिड़कियां और वायु संचार की दक्षता वास्तव में यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं कि आपका इन्सुलेशन या कैपेसिटिव इन्सुलेशन कितना प्रभावी है इस मामले में अंदर का तापमान कमोबेश कम होता है और यह सपाट है लगभग 345 डिग्री और 35 डिग्री के आस पास घूमता है यह तीसरे दिन में 355 डिग्री तक चला जाता है तो इस मामले में यदि आप अंदर के औसत तापमान को 35 के आसपास मानते हैं रात के समय में भी तापमान बहुत अधिक रहने वाला है आप अपने एयर कंडीशनर को शायद 22 या 23 डिग्री पर सेट करेंगे तो आपको बिना इंसुलेटेड दीवार प्रणाली की तुलना में इसे अभी भी ज्यादा ठंडा करना होगा कभी कभी विशेष रूप से रात के समय में वह इंसुलेटेड दीवार प्रणाली से बेहतर प्रदर्शन करेगा तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यदि आप अपनी इमारत को ठीक से वेंटीलेट करते हैं यदि आपकी खिड़कियों का उन्मुखीकरण आपके वेंटीलेशन की प्रभावशीलता को बढ़ाता हैं तो आपको दिन के समय में इस इन्सुलेशन प्रणाली का लाभ मिल सकता है और वायु संचालन अपनी भूमिका निभाएगा एयर कंडीशनर को चालू करने से पहले शाम और रात के समय में कन्वेकटिव शीतलन होगा आयाम में अवमन्दन और समय में घटौती के बारे में ओर अधिक जानकारी इन्सुलेशन के अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण कारक जो इस टाइम लैग और डिक्रिमेंट फैक्टर को प्रभावित करता है छायांकन हो सकता है विशेष रूप से बालकनियों की उपस्थिति या अनुपस्थिति वे न केवल परिमाण को प्रभावित करते हैं कहिए यहां यह बिना बालकनी के है और यह बालकनी के साथ है सोल एयर तापमान का परिमाण कम हो जाता है जो अंदर की सतहों के तापमान को प्रभावित करता है इसके अलावा यह वायु संचालन की दक्षता को भी प्रभावित करता है टाइम लैग और आयाम का अवमन्दन यहाँ काफी है अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण कारक से परिचित कराने जा रहा हूं जिसे डिक्रिमेंट फैक्टर कहा जाता है अब तक हम टाइम लैग के बारे में सीधे बात कर रहे थे तो आपके पास बाहर का शिखर तापमान और उससे संबंधित समय है और अंदर का शिखर तापमान और उससे संबंधित समय है अगली बात जिसके बारे में मैं बात कर रहा था वह है आयाम का अवमन्दन हमने कुछ मामलों में 3 डिग्री की कमी 8 डिग्री की कमी 15 डिग्री की कमी देखी थी आप इस संख्या का परिमाण कैसे पता करते हैं एक संकेतक है जिसे डेक्रिमेंट फैक्टर कहा जाता है जो बहुत सरल है Decremental factorTi max Ti minTo max To min जहां Ti min भीतरी न्यूनतम तापमान है Ti max भीतरी अधिकतम तापमान है To max बाहरी अधिकतम तापमान है और To min बाहरी न्यूनतम तापमान है तो यदि आप इस अनुपात का मान निकालते हैं तो आपको 0 और 1 के बीच एक संख्या मिलती है जो आपको डेक्रिमेंट फैक्टर देती है जहां तक राष्ट्रीय संहिता या राष्ट्रीय भवन संहिता का संबंध है हम एक 1 माइनस फैक्टर का उल्लेख करते हैं जो थर्मल डैंपिंग है जो लगभग समान है यह बस इसका उल्टा है जहां आपके पास Thermal Damping∆To ∆Ti∆To×100 जहां ΔTo बाहरी तापमान रेंज है और ΔTi भीतरी तापमान रेंज है यह असल में आयाम में बदलाव को ध्यान में रखता है यह सतह के तापमान पर आधारित नहीं है लेकिन यह परिवेशी वायु तापमान और अंदर के वायु तापमान पर आधारित है तो यहाँ क्या होता है आप बाहर का तापमान शिखर 45 डिग्री अधिकतम और 25 डिग्री न्यूनतम लेते हैं तो आपके पास डेल्टा टी 20 है उदाहरण के लिए आपके पास अंदर एक डेल्टा T 10 डिग्री है कहें कि यह 40 डिग्री से 30 डिग्री के बीच कहीं उतार चढ़ाव कर रहा है तो आपके पास 10 डिग्री का डेल्टा टी है तो यदि आप सूत्र में इन मूल्यों का स्थानापन्न करते हैं आपको लगभग 50 प्रतिशत की थर्मल डैंपिंग मिलेगी तो यह 50 प्रतिशत अवमन्दित है तो हमारी राष्ट्रीय भवन संहिता कुछ डैंपिंग मूल्य निर्धारित करती है जिसका पालन करना होता है यह न्यूनतम डैंपिंग मूल्य है तो आपको राष्ट्रीय संहिता में निर्धारित से अधिक मूल्य लेना चाहिए हम आगे आने वाले सत्रों में इन संख्या को विस्तार से देखेंगे मैं इस बिंदु पर इस सत्र को खत्म करता हूं अगले सत्र में हम इस बारे में विस्तार से देखेंगे कि ये सूचकांक कैसे प्रभाव डालते है